अब मैं एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा करूंगा जो बाद में सर्किट के संदर्भ में फिर से आएगी यह रैखिकता है अभी हमने केवल मूल तत्वों पर चर्चा की है इसलिए हम केवल तत्वों की रैखिकता पर चर्चा करेंगे बाद में हम इसे पूरे सर्किट की रैखिकता तक विस्तारित करेंगे तो सवाल यह है कि जिन तत्वों की हमने अभी तक चर्चा की है उनमें से कौन सा तत्व रैखिक है और क्यों अब रैखिकता का क्या अर्थ है इसका मूल रूप से अर्थ यह है कि एक तत्व की इसकी विशेषताएं जो रैखिक है सुपरपोजिशन का पालन करती है और इसका क्या मतलब है इसलिए यदि मान लें कि आपके पास V 1 के रूप में एक वोल्ट है जिसके परिणामस्वरूप धारा I 1 और विभवांतर V 2 है जिसके परिणामस्वरूप I 2 है यदि आप विभवांतर अल्फा V 1 प्लस लागू करते हैं तो सुपरपोजिशन का क्या अर्थ है बीटा वी 2 जो इन दो विभवांतर का एक रैखिक संयोजन है इसका परिणाम एक धारा में होता है जो अल्फा I 1 I 2 है जो प्रभाव का एक ही रैखिक संयोजन है अल्फा और बीटा समान हैं तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि यदि आप V 1 के मान को दोगुना करते हैं तो आपको धारा का दोगुना मिलेगा यदि आप V को पहले की तुलना में आधा बनाते हैं तो यह आपको आधा मूल धारा देता है और इसी तरह अब बेशक मैंने यहां विभवांतर और धारा ले लिया है लेकिन यह सामान्य गुण है जिसे सिस्टम पर लागू किया जा सकता है यदि आपके पास कुछ इनपुट कुछ प्रतिक्रियाएँ हैं यदि प्रतिक्रिया इनपुट के समानुपाती है तो यह रैखिक है या दूसरे शब्दों में यदि इनपुट एक आपको प्रतिक्रिया देती है तो इनपुट दो आपको देती है प्रतिक्रिया दो तो इनका रैखिक संयोजन दो इनपुटओं को दो संगत प्रतिक्रियाओं का एक ही रैखिक संयोजन देना चाहिए इसलिए यदि यह स्पष्ट नहीं है तो हम उदाहरणों पर चर्चा करने के तुरंत बाद स्पष्ट हो जाएंगे तो विभवांतर V और धारा I R आइए हम आनुपातिकता संबंध से संबंधित को लें यह आपको तुरंत बताता है कि यह रैखिक है आप में से उन लोगों के लिए जो रैखिकता से परिचित हैं लेकिन हम किसी भी मामले में इसके माध्यम से जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि जबधारा I 1 था तो विभवांतर V 1 था जाहिर तौर पर रोकनेवाला ओम नियम का पालन करता है और V 1 बराबर I 1 गुना R औरधारा I 2 है विभवांतर V 2 है और V 2 बराबर I 2 गुना आर अब क्या होता है यदिधारा अल्फा I 1 बीटा I 2 है तो विभवांतर अल्फा I 1 बीटा I 2 गुना R होगा मूल रूप से यह धारा समय का प्रतिरोध है जो निश्चित रूप से अल्फा बार I 1 r बीटा बार I 2 R के रूप में लिखा जा सकता है जो निश्चित रूप से अल्फा गुना V 1 प्लस बीटा बार V 2 है अर्थात यदि हम एक धारा I 1 लागू करते हैं तो हमारे पास विभवांतर V 1 हो सकता है हमने लागू किया I 2 हमें वी 2 मिलेगा इसलिए यदि हम एक रैखिक संयोजन अल्फा I 1 प्लस बीटा I 2 लागू करते हैं तो हमें वही रैखिक संयोजन प्रतिक्रियाएं अल्फा वी 1 प्लस बीटा वी 2 प्राप्त होंगी तो एक प्रतिरोधी एक रैखिक तत्व है इसलिए यदि आपका कोई संबंध है जो इस तरह आनुपातिकता दिखाता है तो यह एक रैखिक तत्व है और इनमें से एक अनिवार्य विशेषता यह है कि यदि I 0 V 0 है यानि कि इनपुट शून्य है तो प्रतिक्रिया शून्य होगी अब हम इस परीक्षण को अन्य तत्वों विशेष रूप से विभवांतर स्रोत और धारा स्रोत पर आजमाते हैं क्योंकि वे भ्रमित हो सकते हैं कभी कभी आप लागू कर सकते हैं मैं रैखिकता की परिभाषा और कह सकता हूं कि रैखिक लेकिन वे नहीं हैं तो आइए हम विभवांतर स्रोत को देखें यह एक विभवांतर वी का रखरखाव करता है भले ही इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा I की परवाह किए बिना और ग्राफिक रूप से संबंध सीधी रेखा द्वारा दिया गया हो तो यह वी शून्य है यह वी शून्य होगा अब कभी कभी यह भ्रम पैदा होता है कि विशेषताओं में एक सीधी रेखा होने के कारण यह एक रैखिक तत्व है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सुपरपोज़िशन लागू करने का प्रयास करते समय जाँच कर सकते हैं तो मान लें कि धारा I I 1 का एक विशेष मान है तो विभवांतर V V शून्य के बराबर होगा क्योंकि यह विभवांतर स्रोत की गुण है यह हमेशा एक विभवांतर V शून्य बनाए रखेगा इसी तरह यदिधारा एक भिन्न मान I 2 होता तो विभवांतर अभी भी V शून्य होता और यदि आप इन अल्फा I 1 बीटा बार I 2 के एक रैखिक संयोजन को लागू करते हैं तो विभवांतर अभी भी V शून्य होगा और यह निश्चित रूप से रैखिक संयोजन के बराबर नहीं है जो कि इस विभवांतर बीटा गुना विभवांतर का अल्फा गुना है तो यह सुपरपोजिशन का पालन नहीं करता है जिसका अर्थ है कि यह रैखिक नहीं है तो उन विशेषताओं में सीधी रेखा से भ्रमित न हों जो रैखिक नहीं हैं क्योंकि यह सुपरपोजिशन का पालन नहीं करती है स्पष्ट रूप से एक धारा स्रोत के लिए एक ही चीज वोल्ट फिर से IV विशेषताओं में एक सीधी रेखा होती है यह मैं शून्य है लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि सुपरपोजिशन पकड़ में नहीं आता है क्योंकि यदि आप कुछ विभवांतर V 1 लागू करते हैं तो आपको एक धारा मिलता है आप एक निश्चित विभवांतर V 2 लागू करते हैं जो कि V 1 का दोगुना है आपको अभी भी एक ही धारा मिलेगा जो कि वही है जो कि मैं शून्य है हमें धारा का दोगुना नहीं मिलेगा तो स्पष्ट रूप से यह भी रैखिक नहीं है तो यह बहुत स्पष्ट है कि हर कोई कहता है कि प्रतिरोधी एक रैखिक तत्व है और यह एक सही उत्तर है लेकिन कभी कभी कुछ लोग आदर्श विभवांतर स्रोत या आदर्श धारा स्रोत की सीधी रेखा विशेषताओं से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे रैखिक नहीं होते हैं क्योंकि वे नहीं करते हैं सुपरपोजिशन का पालन करें अब केवल रेखीय होगा यदि धारा का मान 0 के बराबर हो जो कि बहुत दिलचस्प मामला नहीं है इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि यदि धारा स्रोत शून्य मूल्यवान धारा स्रोत है या यदि विभवांतर स्रोत शून्य मान वाला विभवांतर स्रोत है तो वे रैखिक तत्व होंगे अब एक प्रतिरोध वाला एक धारा स्रोत और विभवांतर स्रोत की विशेषताओं में क्या अंतर है जो सभी सीधी रेखाओं के रूप में हैं मुझे यहां लिखने दें रोकनेवाला की एक विशेषता है जो इस विभवांतर स्रोत की तरह है जिसमें यह विशेषताएँ y अक्ष के समानांतर हैं धारा स्रोत में x अक्ष के समानांतर विशेषताएँ हैं ये तीनों सीधी रेखाओं के लिए हैं लेकिन केवल यही एक रैखिक है जिसका आप विशेषताओं से भी अनुमान लगा सकते हैं यह एक सीधी रेखा होने के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि इसे मूल से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होना है यह मूल के माध्यम से इसकी रैखिक विशेषताओं से गुजरता है यदि यह नहीं है तो यह सुपरपोजिशन नहीं होगा इसलिए यह भी कहा जाता है कि यदि विभवांतर स्रोत शून्य मान के साथ होता है तो विशेषताएँ यह होंगी जो मूल से गुजरती हैं और इसी तरह यदि धारा स्रोत शून्य मान विशेषताएँ यह होंगी जो मूल से गुजरती हैं इसलिए अन्यथा वे रैखिक नहीं हैं आइए अन्य दो तत्वों प्रारंभक और संधारित्र को शीघ्रता से देखें संधारित्र I C dV dt है और अगर आपके पास कुछधारा I 1 है तो विशेष विभवांतर V 1 के कारण जो किसी तरह से समय के साथ बदल रहा है और दूसराधारा दूसरे विभवांतर के कारण V 2 है ये सभी समय के कार्य हैं हालांकि मैं उन्हें नहीं दिखा रहा हूं स्पष्ट रूप से ऐसा होना फिर यदि आप इन विभवांतर के रैखिक संयोजन को लागू करते हैं तो मान लें कि आप अल्फा वी 1 प्लस बीटा वी 2 के रूप में इनका रैखिक संयोजन बनाते हैं तो आपको अल्फा वी 1 प्लस बीटा वी 2 मिलेगा यह धारा है जो रैखिकता के कारण है समय व्युत्पन्न आप सी गुणा अल्फा गुणा सी डीवी 1 डीटी बीटा गुणा सी डीवी 2 डीटी के रूप में बाहर खींच सकते हैं निश्चित रूप से अल्फा गुना I 1 बीटा गुना I 2 है तो यह I 1 और I 2 का एक ही रैखिक संयोजन है तो मूल रूप से समय व्युत्पन्न रैखिक विशेषताओं इसलिए क्षमता रैखिक तत्व है इसी तरह प्रारंभ करनेवाला जो संबंध V का पालन करता है L dI dt भी रैखिक है मैं इसे आपके लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ दूंगा यह साबित करता है यह रिश्ते से फिर से बहुत स्पष्ट होना चाहिए तो ये दोनों रैखिक तत्व हैं हम बाद में देखेंगे पूरे सर्किट की रैखिकता देखेंगे और कैसे सुपर स्थिति उन पर लागू होती है और यह केवल एक गुण नहीं है यह कुछ ऐसा है जो सर्किट के समाधान को सरल बना सकता है